नमस्कार आपदा बहाली और बेहतर निर्माण पर व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है मैं राम सतेश पासुपेलेटली सहायक प्रोफेसर वास्तुकला और योजना विभाग आईआईटी रुड़की से हूं आज मैं आपके साथ उन रूपरेखाओं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो डीआरआर के लिए प्रासंगिक हैं और यह परियोजना के लिए एक सैद्धांतिक समझ और कार्यान्वयन पहलुओं और साथ ही साथ सामुदायिक प्रबंधन प्रक्रिया के साथ भी शामिल है जिस संरचना के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं यह जॉन ट्विग द्वारा विशेष रूप से आपदा जोखिम को कम कर विभिन्न संरचना और समझ के संकलन पर आधारित है और यह वॉल्यूम 9 मानवीय अभ्यास नेटवर्क में वैश्विक अभ्यास समीक्षा में प्रकाशित हुआ है जिसे मानवीय चिकित्सक द्वारा कमीशन किया गया है जॉन ट्विग वह यूसीएल बार्टलेट का हिस्सा हैं और मैं कुछ चीजों पर चर्चा करने जा रहा हूं बेशक कुछ संरचना हैं जिनकी चर्चा 1980 के दशक से बहुत पहले हो चुकी है लेकिन उन्होंने जो भी करने की कोशिश की है वह सभी मौजूदा साहित्य को एक बड़े दस्तावेज़ में लाने के लिए है जो वास्तव में सैद्धांतिक समझ शब्दावली संस्थागत नेटवर्क परियोजना प्रबंधन भाग और सामुदायिक संपत्ति प्रबंधन से बात करता है इसलिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जिन्हें उन्होंने एक समग्र दृष्टिकोण में संबोधित करने का प्रयास किया सबसे पहले हमें आपदा जोखिम और विकासशील देशों के संदर्भ से समझना होगा भारत बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल जैसे देश जिनमें गरीबी अधिक है आपदा जोखिम को कम करने के साथ साथ हमारे पास गरीबी को कम करने की चुनौती भी है तो आइए देखते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया कैसे काम करने वाली है सबसे पहले यह वैश्विक ड्राइवरों से शुरू होता है पूरे भूगोल को असमान रूप से वितरित किया गया है अमीर गरीब साधन संपन्न निरंकुश देश हैं और वास्तव में इसमें बहुत विविध आर्थिक संकेतक हैं इसके अलावा जलवायु परिवर्तन मैक्रो स्तर के दृष्टिकोण और इसके मीसो स्तर के पहलू दोनों से बदल जाता है इसके अलावा शासन और सीमित अंतर्जात क्षमता में आते हैं यहां तक कि शासन क्योंकि एक विशेष समुदाय या समाज झटके और तनाव को संभालने में असमर्थ है और वह जगह है जहां एक प्रणाली कैसे विफल हो जाती है इसलिए वह समय है जहां शासन के बारे में बात करते हैं और ये सभी वास्तव में अंतर्निहित जोखिम वाले ड्राइवरों का निर्माण करते हैं जब हम अंतर्निहित जोखिम ड्राइवरों के बारे में बात करते हैं तो हम विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के साथ गरीब और शहरी स्थानीय शासन और कमजोर ग्रामीण आजीविका के बारे में बात करते हैं आइए हम आपको बताते हैं कि चक्रवात या बाढ़ का प्रभाव जिसने पूरे कृषि उद्योग और खेती के क्षेत्र को प्रभावित किया है लेकिन फिर किसान किस तरह से कम आर्थिक विकास प्रक्रिया के कारण अपनी फसलों का सामना नहीं कर पा रहे हैं और कैसे बाजार उन्हें अस्थिर करने में असमर्थ है अर्थव्यवस्था और इन सभी पहलुओं जो कमजोर आजीविका के बारे में बात कर रहे हैं इसके अलावा इन आपदाओं के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट आती है धीरे धीरे न केवल आपदाओं के सतत विकास प्रक्रियाओं में पर पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी सेवाओं पर इसके प्रभाव आते हैं मानव आवास और वैश्विक जलवायु के लिए अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है इसके अलावा जोखिम हस्तांतरण और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच की कमी है इसलिए ये अंतर्निहित जोखिम चालक हैं उन्होंने खतरों और अत्यधिक खतरे के संपर्क में आने वाले आर्थिक दावे के प्रमुख सांद्रता के साथ गहन जोखिम में वर्गीकृत करने का प्रयास किया जब वह व्यापक जोखिम के बारे में बात करता है तो वह कमजोर लोगों के भौगोलिक रूप से फैलाए गए जोखिम और कम या मध्यम तीव्रता वाले खतरों में आर्थिक संपत्ति के बारे में बात करता है तो यह मूल रूप से कमजोर समाज या एक विशेष समूह और उनकी संपत्ति के उजागर पहलू पर बात कर रहा है जब हम हर रोज़ जुड़े जोखिम की बात करते हैं तो हम खाद्य पदार्थों असुरक्षा बीमारी अपराध दुर्घटनाओं प्रदूषण स्वच्छता की कमी और स्वच्छ पानी के संपर्क में आने वाले परिवारों और समुदायों के बारे में बात करते हैं अगर आपने कभी विकासशील देशों की यात्रा की है तो कई लोगों को अभी भी संदेह है कि जो पानी हम पी रहे हैं वह सुरक्षित है या नहीं जिसका अर्थ है कि हम अपने स्वयं के परिवेश पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आसपास का वातावरण भी उस आश्वासन को नहीं दे रहा है जो कि अधिक सुरक्षित है चाहे वह अपराध हो दुर्घटना हो सुरक्षा मुद्दों की वजह से एक औद्योगिक दुर्घटना हो चाहे वह प्रदूषण का पहलू हो उदाहरण के लिए जब आप दिल्ली आते हैं आप प्रदूषण और खाद्य असुरक्षा को समझते हैं जब हम खाद्य असुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो हम सूखे की तरह एक धीमी गति से होने वाली आपदाओं को देखते हैं यह फसलों की कमी को कैसे पूरा कर सकती है और इसका बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह गरीब क्षेत्र की आजीविका पर कैसे प्रभाव डालता है इसलिए यह एक तरह का रोजमर्रा का जोखिम है जो न केवल किसी घटना या किसी भी चीज के दौरान हो रहा है बल्कि कम से कम विकासशील देशों के लिए यह एक आम समस्या है गरीबी आर्थिक गरीबी और अन्य गरीबी कारक जैसे शक्तिहीनता बहिष्करण अशिक्षा और भेदभाव संपत्ति तक पहुंचने और जुटाने के सीमित अवसर वास्तव में हमारे पास कई तकनीकी इनपुट हैं मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दिखाऊंगा जब हम तमिलनाडु में काम कर रहे थे हम एक घर में गए और हमने देखा घर के अंदर एक शौचालय बनाया है और हम घर के अंदर भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि मछुआरा समुदाय यह नहीं समझ पाया था कि यह एक शौचालय था और उन्होंने मछली की गंदगी को उसमें डालना शुरू कर दिया और यह दुर्गंध की तरह था और लोग बहुत ही अस्वच्छ वातावरण में रह रहे थे तो इसके पीछे क्या कारण है यह मूल रूप से जागरूकता की कमी है कि शौचालय क्या है और शौचालय कैसे काम करता है और इसी तरह अलग अलग जाति व्यवस्था जैसे अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था जब वे वास्तव में एक साथ रह रहे होते हैं यह शक्ति शक्तिशाली और शक्तिहीनता बारे में है इसलिए वास्तव में जब हम इस बारे में बात करते हैं कि विकास प्रक्रिया में या विकास के संवाद में कुछ समाजों को कैसे बाहर रखा गया है तो आप जानते हैं कि ये सभी चीजें वास्तव में जोखिम प्रक्रियाएं हैं और गरीबी इसके अतिरिक्त पहलू को जोड़ती है और वे भी इन परिसंपत्तियों और संसाधनों तक पहुंच के बारे में बात करता है यही आपदा प्रभाव और गरीबी परिणाम का कारण है आपदा प्रभाव क्योंकि ये लोग इस तरह के जोखिम वाले कारकों स्थितियों में रहते हैं जहां बहुसंख्यक मृत्यु दर और आर्थिक नुकसान होता है आइए हम उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो सुनामी में अपनी जान गंवा चुकी हैं क्योंकि उनके पास तैरने या खुद की सुरक्षा करने के लिए कौशल की कमी है जिसका अर्थ है जोखिम का सामना करने में उनके लिए सीमित पहुंच है इसलिए एक विशेष समूह को निशाना बनाया गया है और इसी तरह विशेष रूप से सूखे या बाढ़ के प्रभावों के साथ एक आर्थिक नुकसान जहां लोगों ने अपने कृषि क्षेत्रों स्थानीय आवास बुनियादी ढांचे पशुधन और फसलों को खो दिया है जबकि गरीबी का परिणाम मध्यम आय उपभोग कल्याण और समानता पर दीर्घकालिक प्रभावों बारे में बात करता है तो यह मूल रूप से आपदा जोखिम को कम करने पर 2009 की वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट है जो कि जलवायु परिवर्तन में जोखिम और गरीबी है जिसकी चर्चा जिनेवा यू एन आई एस डी आर में की गई है और यह एक आपदा जोखिम गरीबी नेक्सस है जब गरीबी आपदा जोखिम और भेद्यता घटक का एक अभिन्न अंग बन जाती है विकासशील देशों के संदर्भ में इस पहलू को आपदा चर्चा से अलग नहीं किया जा सकता है जब हम गरीबी के बारे में बात करते हैं तो जाहिर है कि हम क्षमताओं के बारे में बात कर रहे हैं अमीर और गरीब देशों में आपदा जोखिम में कमी की क्षमता अमीर देशों में आपदा जोखिम को कम करने के लिए नियामक ढांचे हैं जो लागू होते हैं यहां गरीब देशों में नियामक ढांचे कमजोर या अनुपस्थित हैं या उन्हें लागू करने की क्षमता की कमी है यह सच है कि हमारे पास 1991 से तटीय विनियमन क्षेत्र है इसे 19 बार संशोधित किया गया है जब तक कि 2004 की सूनामी कई गांवों या कई स्थानीय सरकारों ने यह भी महसूस नहीं किया कि यह विनियमन मौजूद नहीं है और हमें इसकी आवश्यकता है हमें हाई टाइड लाइन से 500 मीटर या 200 मीटर दूर जाना होगा जिसका मतलब है कि जब तक हम आपदा के प्रभाव का सामना नहीं करेंगे तब तक इसका कोई सख्त प्रवर्तन नहीं होगा यहां उनके पास प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी और जीवन के नुकसान को कम करने के लिए सूचना तंत्र है तो यह वह जगह है जहां मैंने बिजली के वितरण शक्तिशाली देश में वितरण के बारे में बात की है जहां उनके पास ये उपकरण तंत्र और नेटवर्क हैं यह कैसे हो सकता है कैसे सूचना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रसारित की गई है मैं आपको गरीब देशों में कुछ उदाहरण बताऊंगा जहां जानकारी पारित नहीं हुई है और यह ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने जवाब नहीं दिया है पूर्व सूचनात्मक प्रतिक्रिया से जुड़ी व्यापक सूचना प्रणालियों का अभाव उदाहरण के लिए सुनामी को तमिलनाडु राज्य या दक्षिणी भारतीय पक्ष में आने में 180 मिनट लगे इसे पहुंचने में 3 घंटे लग गए यदि वह सूचना आगे दे दी गई है और वह जानकारी केंद्रीय से राज्य जिला स्तर और स्थानीय स्तर पर हो गई है तो हमने कई लोगों को और साथ ही जानवरों को बचाया है हमारे पास अत्यधिक विकसित आपातकालीन प्रतिक्रिया और मेडिकेयर सिस्टम हैं जो विकास कार्यक्रमों के लिए आपातकालीन सहायता और बहाली के लिए वंचित निधि हैं यहां उनके पास अधिक धनराशि है और चिकित्सा देखभाल प्रणाली भी सुलभ है जैसे कि कुछ ग्रामीण स्थानों पर जहाँ ये विशेष आपदाएँ प्रभावित होती हैं आम तौर पर एक नियमित विकास के संदर्भ में ग्रामीण गांवों में से कितने में कुछ चिकित्सा सुविधाएं या एक अच्छे पेशेवर हैं तो आपदाओं के समय में यहां तक कि उस प्रकार की चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच भी मुश्किल हो जाती है बीमा योजनाओं ने संपत्ति के नुकसान का बोझ फैलाया है यहां एक विकासशील देशों में बीमा एक बड़ी चीज है जहां वे अपने घर अपनी संपत्ति अपने जीवन को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं इस तरह से परिवार की रक्षा होती है व्यवसाय सुरक्षित होता है लेकिन यहां हम शायद ही संपत्ति के नुकसान और आजीविका के बारे में कुछ देते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इस तरह के वित्तीय साधनों पर भी सोचा जाए जहां हम वास्तव में आपदाओं के मामले में भी अपने गुणों की रक्षा कर सकते हैं तो उस तरह से आपके जीवन की निरंतरता रहेगी और आपदा चक्र के डेविड अलेक्जेंडर्स आरेख में वह पहले प्रभाव और बाद के प्रभाव के बारे में बात करता है और पहले में हमने शमन और तैयारी के बारे में बात की और प्रभाव के बाद हम प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के बारे में बात करते हैं जो फिर से संबंधित है कि प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को कैसे विकसित किया जाए इसे सामान्य विकास प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाना चाहिए और यही वह जगह है जहां शमन को बाद में भी लागू किया जाता है कालानुक्रम और पूर्व प्रभाव की स्थिति और आपातकालीन स्थिति बहाली की स्थिति और पुनर्निर्माण की स्थिति में शांति हो यह एक तरह की प्रक्रिया है लोग शांत बने रहे उन्होंने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि क्या होने वाला है इसकी तैयारी कैसे करें यहां तक कि पूर्व प्रभाव वाली स्थितियों में भी कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि यह क्या होने वाला है लेकिन सूखे के पहलू जैसे कुछ अवसरों में आप कुछ निश्चित आपदाओं को जानते हैं वे देखते हैं कि हाँ कुछ प्रकार के प्रभाव शुरू हो सकते हैं और यही वह जगह है जहां प्रभाव के बाद हम आपातकाल के बारे में सोचते हैं और राहत अभियान काम करते हैं और वास्तव में यह देखना है कि इन 5 चरणों को किस तरह समन्वित और आयोजित किया जाना है और यही वह जगह है जहां फ्रेडरिक क्यूनी ने आपदाओं को इंगित किया था और विकास अभिन्न प्रक्रियाएं हैं और वे अलग नहीं हैं भेद्यता की प्रगति यह बेन विस्नर द्वारा किया गया है वे इस ढांचे की समझ के साथ आए हैं एक दबाव और प्रकाशन मॉडल हमारे पास मूल कारण हैं जैसा कि मैंने आपके साथ चर्चा की कि सत्ता संरचना संसाधनों तक सीमित पहुंच विचारधाराएँ जहाँ राजनीतिक विचारधारा प्रणालियाँ राजनीतिक व्यवस्थाएँ और आर्थिक प्रणालियाँ और इन मूल कारणों से वास्तव में गतिशील दबावों के लिए कुछ निश्चित वृद्धि का निर्माण कर सकती हैं उदाहरण के लिए जब हमारे पास संस्थागत प्रशिक्षण उपयुक्त कौशल स्थानीय निवेश की कमी है तब भी बाजार कैसे कुछ प्रकार के रोजमर्रा के मुद्दों का निर्माण करेगा और पत्रकारिता स्वतंत्रता यदि आप उत्तर कोरिया का उदाहरण लेते हैं तो उत्तर कोरिया में क्या हो रहा है यह पूरी दुनिया को नहीं पता होगा कि आप इस से कैसे संवाद करना चाहते हैं पत्रकारिता स्वतंत्रता सार्वजनिक जीवन में नैतिक मानक है अन्य पहलू स्थूल बल जनसांख्यिकीय परिवर्तन तेजी से जनसंख्या परिवर्तन तेजी से शहरीकरण और विच्छेदन व्यय ऋण चुकौती है क्योंकि हम विश्व बैंक और अन्य से बहुत सारे ऋण ले रहे हैं तो यह विशेष रूप से ऋण कैसे बढ़ रहा है और यह नागरिक के जीवन और उनकी आजीविका के बोझ को जोड़ रहा है औद्योगिक विस्तार शहरों के भौतिक विस्तार और वनों की कटाई के कारण जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर रही है और जो डी आर आर से संबंधित है मृदा उत्पादकता में गिरावट कई मामलों में हमारे पास यह है कि कृषि को जलीय कृषि में कैसे बदल दिया गया है और फिर से जलीय कृषि कुछ बिंदु पर है जो घाटे में आते हैं और वे कृषि में आना चाहते हैं आप जानते हैं कि वे इन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं और यह कैसे होता है यह मृदा उत्पादकता को भी कम करेगा हालांकि यह भूमि उपयोग के साथ भी जाएगा उदाहरण के लिए आप औद्योगिक भूमि के उपयोग के बारे में बात करेंगे और यह आसपास की मिट्टी की प्रकृति को कैसे प्रदूषित कर सकता है यह भी महत्वपूर्ण है और यह पेड़ों और वनस्पतियों की कुछ प्रजातियों को प्रभावित करेगा और जीव यह असुरक्षित स्थितियों में परिणाम देगा लोग भौतिक खतरनाक स्थानों असुरक्षित इमारतों और बुनियादी ढांचे में रहते हैं शायद कई गरीब देशों में उनके पास उन मौजूदा संरचनाओं की सुरक्षा के लिए पैसे नहीं हैं लोग उन जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां उनकी आदत है वेनेजुएला के मामले में जोखिम पर आजीविका और निम्न आय स्तर की बात करें तो कैसे वित्तीय परिस्थितियां पूरे समुदाय को वैश्विक स्तर पर बाधित कर रही हैं और यह भी संबंधित है कि जब अर्थव्यवस्था नीचे आती है तो इसका प्रभाव पूरे समाज पर कैसे पड़ता है सामाजिक संबंध विशेष समूह शायद एक लक्षित समूह पर जोखिम और स्थानीय संस्थानों की कमी जब हम सार्वजनिक कार्यों और संस्थानों के बारे में बात करते हैं तो यह वह जगह है जहां तैयारियों के कारण अधिकांश राजनीतिक संस्थान जिस पर भरोसा नहीं करते हैं वे तैयारियों के कार्यक्रम के लिए धन नहीं देते हैं क्योंकि यह बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता है क्योंकि वे सुनिश्चित नहीं हैं कि क्या आपदा होने जा रही है या नहीं लेकिन सबसे अधिक दिखाई देने वाले कार्यक्रम ज्यादातर आपदा के बाद केंद्रित होते हैं हां हमने कई घरों का निर्माण किया है हमने कई नावें दी हैं हमने कई आजीविकाएं दी हैं लेकिन प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या हैं शुरुआती चेतावनी प्रणाली क्या है कि हम वास्तव में तैयार कार्यक्रमों में अपना आय व्ययक कैसे समर्पित कर सकते हैं स्थानिक रोगों की व्यापकता यह सब समाज के लिए खतरा पैदा करने के लिए तैयार है और फिर यह मौजूदा प्राकृतिक खतरों के लिए एक दबाव बनाता है एक तरफ खतरों और एक तरफ यह निरंतर गतिशील दबाव असुरक्षित स्थिति पर मूल कारण और वे वास्तव में दबाव वाली स्थिति को कैसे लाते हैं जहां सुभज्योति समददर ने समझाया है जोखिम एच x वी जब हम 2005 से 2015 तक ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये 5 सिद्धांत हैं जो उन्होंने स्थापित किए हैं एक यह सुनिश्चित करता है कि आपदा जोखिम कम करने डी आर आर एक राष्ट्रीय और स्थानीय प्राथमिकता है जिसके कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत संस्थागत आधार है इसलिए यह केवल एक राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं है इसे राष्ट्रीय और स्थानीय प्राथमिकता के साथ जाना है आपदाओं को पहचानें उनका आकलन और निगरानी करें और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाएं सभी स्तरों पर सुरक्षा निर्माण करने के लिए ज्ञान नवाचार और शिक्षा का उपयोग करें तो हम तैयारियों के कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षा की इस संस्कृति का निर्माण कैसे कर सकते हैं अंतर्निहित कारकों को कम करें इन अंतर्निहित मूल कारणों को कम करने के लिए हम क्या रणनीति बना सकते हैं सभी स्तरों पर प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा की तैयारी को मजबूत करें जो न केवल एक इकाई या एक स्थानीय स्तर पर है बल्कि इसे एक अलग पैमाने विभिन्न स्तरों पर काम करना होगा एक्शन के लिए ह्योगो फ्रेमवर्क पर आपदा जोखिम में कमी के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक सेट किया गया है और मैं कुछ स्लाइड्स में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा कि यह पूरा दायरा और मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए कैसा है तो यह छोटे और बड़े पैमाने के जोखिम प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों के साथ साथ संबंधित पर्यावरणीय तकनीकी और जैविक खतरों और जोखिमों के कारण अक्सर और अनजान अचानक और धीमी गति से होने वाली आपदा पर लागू होगा इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में और साथ ही सभी क्षेत्रों में विकास में आपदा जोखिम के बहु खतरों प्रबंधन का मार्गदर्शन करना है यहां हमने अपने आयाम को केवल एक विशेष प्रकार की आपदा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है यह केवल भूकंप नहीं है यह केवल सूखे से नहीं है यह केवल सुनामी से नहीं है इसलिए अब हमें बहु खतरों के दृष्टिकोण को भी देखना होगा उदाहरण के लिए उत्तराखंड में 2013 की बाढ़ बादल फटने के कारण आई और बाढ़ के कारण भूस्खलन हुआ इसलिए बहुत अधिक खतरे वाले क्षेत्र बन गए हैं यह है कि हम केवल आपदा के एक सेट के साथ काम नहीं कर रहे हैं लेकिन इसे साइट के स्तर विशिष्ट साइट स्तर और क्षेत्रीय स्तर दोनों पर विकास में आपदा जोखिम के बहु खतरनाक प्रबंधन के साथ जाना है इसका परिणाम क्या है आपदा जोखिम और जीवन और आजीविका और स्वास्थ्य और आर्थिक भौतिक सामाजिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संपत्ति के व्यक्तियों व्यवसायों समुदायों और देशों में नुकसान की पर्याप्त कमी है इसलिए उन्हें इन रणनीतियों में सुधार करने की आवश्यकता है कि हम इन नुकसानों को कैसे कम कर सकते हैं हम नए को रोकने के बारे में बात करते हैं और एकीकृत और समावेशी के कार्यान्वयन के माध्यम से मौजूदा आपदा जोखिम को कम करते हैं ये दो महत्वपूर्ण शब्द और एकीकृत डी आर आर और समावेशी डी आर आर हैं यह आर्थिक संरचनात्मक कानूनी सामाजिक स्वास्थ्य सांस्कृतिक शैक्षिक पर्यावरण तकनीकी राजनीतिक और संस्थागत उपायों के बारे में बात करता है जो आपदा के लिए खतरे और जोखिम को रोकता है और कम करता है ताकि यह प्रतिक्रिया और बहाली के लिए तैयारियों को बढ़ा सके और इस प्रकार मजबूत हो सके इसलिए उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वे 2030 तक वैश्विक आपदा मृत्यु दर को कम करने की आवश्यकता के बारे में हैं 2020 से 2030 के बीच 5 और 15 की तुलना में प्रति 1 लाख वैश्विक मृत्यु दर को कम करने के लिए इसलिए वे कुछ लक्ष्य निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं हम प्रभावित लोगों की कमी के बारे में बात करते हैं जीडीपी के संदर्भ में प्रत्यक्ष आपदा आर्थिक नुकसान को कम करते हैं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं और बुनियादी सेवाओं को बाधित करते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा वाले देशों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करते हैं और हम वास्तव में राष्ट्रीय कार्रवाई के पूरक के लिए पर्याप्त स्थायी समर्थन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कैसे बढ़ा सकते हैं तो राष्ट्रीय कार्रवाई योजना वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ कैसे संबंधित हो सकती है 2030 तक बहु खतरनाक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और आपदा जोखिम की जानकारी तक पहुंच की वृद्धि और उपलब्धता के लिए उन्होंने इन लक्ष्यों को स्थापित किया है तो कार्रवाई की प्राथमिकताएं क्या हैं नंबर एक पहले चरण में आपदाओं के जोखिम को समझना नंबर 2 आपदा जोखिम शासन को मजबूत करना और आपदा जोखिम को प्रबंधित करना इसलिए हम प्रबंधन और शासन के दृष्टिकोण को कैसे देख सकते हैं फिर मजबूत होने के लिए आपदा जोखिम को कम करने में निवेश कैसे कर सकते हैं तो यह वह जगह है जहां सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को बढ़ाने और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारियों को बढ़ाने और बहाली पुनर्वास और पुनर्निर्माण दोनों में बेहतर निर्माण करने के लिए संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक दोनों उपाय आवश्यक हैं तो यह वह जगह है जहां ये प्राथमिकताओं का सेट है जो उन्होंने स्थापित किया है और यह कि वे मार्गदर्शक सिद्धांत कैसे स्थापित करते हैं यह पूरा समाज कैसे संलग्न हो सकता है कैसे निर्माण बेहतर होना चाहिए निर्माण को रोकने और मौजूदा आपदा जोखिम को कम करने के लिए बेहतर वापस निर्माण कैसे किया जा सकता है इसलिए यह केवल उन्हें वापस लेने के लिए नहीं है लेकिन हम चीजों को कैसे सुधार सकते हैं इस तरह पूरी समझ सशक्तिकरण की बात करती है तो डीएफआईडी मजबूत होने को परिभाषित करता है शब्द क्षमता डीआरआर का एक महत्वपूर्ण आयाम बन गया है और यही डीएफआईडी यूके के अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए विभाग के रूप में परिभाषित करता है यह कहता है कि देशों समुदायों और घरों की क्षमता परिवर्तन का प्रबंधन करने के लिए झटके या तनाव जैसे कि भूकंप सूखे या हिंसक संघर्ष के रूप में अपनी दीर्घकालिक संभावनाओं से समझौता किए बिना जीवन स्तर को बनाए रखना चाहिए आप उनकी दीर्घकालिक संभावना से समझौता नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वे यह प्रबंधित करने में सक्षम हैं कि किस प्रकार का परिवर्तन किस प्रकार का तनाव या एक झटका जो उस विशेष समाज या देश या समुदाय के लिए आया है और उनकी दीर्घकालिक संभावनाओं से समझौता किए बिना वे कैसे देख सकते हैं कुछ और चौखटे हैं जिनसे हम गुजरते हैं एक स्थायी आजीविका ढांचा है इसे 1999 में डीएफआईडी द्वारा फिर से विकसित किया गया है और आप देख सकते हैं कि यह पूंजी के बारे में बात करता है क्योंकि उन्हें एक परिसंपत्ति ढांचे के रूप में भी संदर्भित किया जाता है और व्यक्ति या एक समुदाय इसका उपयोग कैसे करते हैं और कैसे वे अपनी आजीविका का निर्माण करते हैं कैसे वे सुधार करते हैं अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं और क्योंकि कभी कभी हमें कहते हैं कि मानव पूंजी प्राकृतिक राजधानी के लिए अधिक सुलभ होती है तो उस तरह से समुदायों के पास इन संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता है और इसी तरह वे अपनी आजीविका के अवसरों को बनाए रखते हैं उदाहरण के लिए घाना में जिसके पास बहुत अधिक स्वर्ण संसाधन हैं लेकिन क्या यह एक समृद्ध देश है तो इसका मतलब है कि यह कुछ सीमाओं और यहां तक कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात कर रहा है कि कैसे देश में अभी भी कुछ क्षमताओं की कमी है फिर जैसा कि हमने भेद्यता के संदर्भ में चर्चा की कि कैसे इन क्षमताओं को प्रभावित करने का एक पहलू है और ये कि वह कैसे प्रबंधित करता है मेरा मतलब है कि समुदाय इन संसाधनों का उपयोग करने का प्रबंधन करता है इसलिए भेद्यता संदर्भ या गरीबी संदर्भ स्वयं इन पहुंच कार्यों को बनाने के लिए एक अंतर्निहित घटना के रूप में कार्य करता है और काम नहीं करता है आधारिक संरचना सेवाओं और इन अभिगम का सीधा प्रभाव कैसे पड़ता है और फिर शासन की स्थिति नीतियाँ संस्थाएँ और प्रक्रियाएँ कि वे वास्तव में कैसे काम करती हैं तो यह केवल इस प्राकृतिक मानवीय सामाजिक और भौतिक और वित्तीय पूंजी के कारण नहीं है कभी कभी हमें यह भी समझना पड़ता है कि यह सांस्कृतिक कारक भी सच है जो लोग अपनी संपत्ति का प्रबंधन करते हैं और अपनी आजीविका का विकल्प बनाते हैं यहां हम डी एफ आई डी तन्यकता सुविधा के बारे में कहते हैं पहला भाग है जो संदर्भ के बारे में बात करता है और जहां संदर्भ पूरी प्रणाली और प्रक्रियाओं के बारे में बात करता है और वह जगह है जहां भेद्यता संदर्भ राजनीतिक संदर्भ जनसांख्यिकीय संदर्भ सामाजिक संदर्भ है कि यह भौगोलिक रूप से कैसे तैनात है किस प्रकार का राजनीतिक संस्थान है ये सिस्टम या प्रक्रियाओं के एक हिस्से के रूप में फ्रेम करते हैं और फिर कैसे अशांति एक तनाव और झटके के रूप में आती है और इन गड़बड़ियों से निपटने की क्षमता कैसे होती है जैसे कि वे कैसे उजागर होते हैं वे कैसे संवेदनशील होते हैं आप जानते हैं कि यह एक्सपोजर संवेदनशीलता के बारे में बात करता है और अनुकूली क्षमता वे कैसे इस के लिए अनुकूल कर सकते हैं और यह वह जगह है जहां इन गड़बड़ी की प्रतिक्रिया बेहतर वापस आती है ठीक हो जाती है लेकिन पहले से भी बदतर हो जाती है तो ये तरीके हैं कि हम पूरी क्षमता के बारे में बात करेंगे कि वे इन तनावों और झटकों का जवाब कैसे दे सकते हैं तो जब हम लचीलापन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तन्यकता क्या है किसके द्वारा तन्यकता तन्यकता कब ये सभी समय कारक संदर्भ कारक और स्थिति कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं जब हम आपदा के संदर्भ में परियोजना चक्र के बारे में बात करते हैं तो ये 6 पहलू हैं जिन्हें हमें प्रोग्रामिंग पहचान मूल्यांकन वित्तपोषण कार्यान्वयन और विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है यह सबसे महत्वपूर्ण है जो उनमें से कई नहीं देखते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग में यह वास्तव में सहयोग के लिए सामान्य दिशानिर्देशों और सिद्धांतों को स्थापित करता है किरणकेन्द्र क्षेत्रों का समझौता इसलिए यह परियोजना के स्तर को भी परिभाषित करेगा यहां हम पहचानेंगे कि वास्तविक समस्याएं क्या हैं हितधारक के हित में क्या जरूरतें हैं वे विचारों को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं कैसे तय करते हैं और यह वह जगह है जहां यह बात करते है कि यह कैसे के खातों पर विचार कर सकता है हितधारक के विचार और प्रासंगिकता और यह इसके वित्त भाग के बारे में बात करता है दिन के अंत में हमें निधिकरण पहलू को देखने की जरूरत है कौन प्रचार करने जा रहा है हमारे पास कितना है कैसे लाया जाए क्राउडसोर्सिंग या समुदाय स्रोत या एनजीओ या किसी बाहरी से निधिकरण कैसे खींची जाए इसलिए इस पूरे मामले पर ध्यान देना होगा और मुख्य रूप से वित्तीय फैसले लिए जा सकते हैं चक्र में अलग अलग बिंदुओं पर ताकि किसी को मध्यवर्ती रूप से समीक्षा करनी पड़े और कार्यान्वयन जब हम सहमत संसाधनों के बारे में कहते हैं और हम इन योजनाबद्ध गतिविधियों को कैसे लागू करने जा रहे हैं तो यह वह जगह है जहाँ हमें मॉनिटर की प्रगति को देखने और बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है कल्पना कीजिए कि आपने कुछ कार्यक्रम शुरू किया है और कल्पना करें कि कुछ आपदा फिर से आई है तो कैसे हम उस के साथ समायोजित कर रहे हैं पूरा परियोजना प्रबंधन अनुसूची कैसी है इसे खत्म करने के बाद किसी को यह देखना होगा कि किस तरह की परियोजनाएं उपलब्धियां और प्रभाव और किस तरह की सीख है ताकि यह अन्य परियोजनाओं के लिए निकाल सके तो ये सबक लेने हैं और वे डीआरआर में सरकार की भूमिकाओं को भी सूचीबद्ध करते हैं इसलिए यह कई भूमिका निभाता है उदाहरण के लिए डीआरआर माल और सेवाओं के प्रदाता के रूप में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली आपातकालीन प्रतिक्रिया निकासी आश्रयों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बनाए रखता है जोखिम से बचने के रूप में सार्वजनिक अवसंरचना में निवेश सुनिश्चित करना पर्यावरणीय खतरों में संरक्षित है सार्वजनिक बुनियादी ढांचा इन खतरों से रक्षा करने में सक्षम हैं निजी क्षेत्र की गतिविधि के नियंत्रण के आयाम के लिए एक नियामक के रूप में कई एजेंसियां आपदा के लिए आगे आती हैं शायद यह एक व्यवसाय बन जाता है लेकिन एक सरकार को यह देखना है कि कैसे निगरानी करें इसे कैसे नियंत्रित करें सामूहिक कार्रवाई और निजी क्षेत्र की गतिविधि के प्रचारक के रूप में जहां सार्वजनिक शिक्षा और तैयारियों और व्यापार की निरंतरता है समन्वयक के रूप में इसलिए वे बहु हितधारक गतिविधियों और डीआरआर साझेदारी के समन्वयक हैं इसलिए यह न केवल सार्वजनिक क्षेत्र बल्कि सार्वजनिक निजी स्थानीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय भी है तो सरकार कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसलिए जब हम राजनीतिक संदर्भ में निर्णय लेने के बारे में बात करते हैं तो यह पूरा चक्र कैसे आता है उदाहरण के लिए आपके पास तनाव है जो एक घटना से बात करता है और एक तकनीकी इनपुट है जिसमें डेटा के विभिन्न सेट विश्वसनीय रूप में आते हैं तो यह वह जगह है जहां अनुभूति का हिस्सा है यह वह जगह है जहां विश्वसनीय स्रोत पेशेवर विवेक पर विश्वसनीय जानकारी देते हैं स्थानीय कारक अर्थात व्यक्तित्व नौकरी की संभावनाएं ये सभी पेशेवर विवेक और रुचि सार्वजनिक और निजी हैं क्योंकि एक आंतरिक समूह स्वीकृत विपक्षी समूह फ्रिंज समूह हैं इसलिए यदि आप कुछ लागू करना चाहते हैं तो यह हमेशा एक लोकतांत्रिक में होता है पर्यावरण विभिन्न विरोधों का एक अलग शब्द है अलग हिस्सेदारी है इसमें प्रक्रिया और संस्थागत कारकों पर बहुत दबाव है जहां कानूनी अड़चनें राजनीतिक अधिकार और पेशेवर नैतिकता भी है इसलिए उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी योगदान दिया है और आर्थिक संदर्भ वित्तीय पहलू खर्च के रुझान राजनीतिक रूप से जो निर्धारित हैं क्योंकि कभी कभी यह पूरी व्यवसाय प्रक्रिया एक अलग प्राथमिकताओं में काम करेगी जहां इस तरह की लोकतांत्रिक स्थितियों में इस वित्तीय पहलू को और अधिक पारदर्शी होना है और वैधानिकता वह है जहां हम तर्कसंगतता निर्णय लेने और वैचारिक बदलाव के बारे में बात करते हैं इसलिए यह विफलता के जोखिम के बारे में भी बात करता है और ये सभी अलग अलग कारक वास्तव में निर्णय लेने की प्रक्रिया निर्णय या गैर निर्णय दिनचर्या या गैर दिनचर्या को मध्यस्थता और प्रभावित करते हैं और फिर वे परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं कि क्या ये योजना के रूप में परिणाम निष्क्रियता के रूप में यह एक सर्वेक्षण के रूप में हो सकता है जैसे तकनीकी डेटा सर्वेक्षण और कुछ संस्थागत या राजनीतिक पहलुओं पर काम कर सकते हैं जो वे बात करते हैं योजनाएं जातिविभाग विकास योजनाएं जो उन्होंने लीं और परामर्श व्यवसाय की निरंतरता और हिरन के साथ साथ परिणाम जो इरादा और अनपेक्षित हैं तो यह है कि विभिन्न प्रकार के निवेश निर्णय प्रक्रिया में आते हैं और यह बहुत बड़ी प्रबंधन संरचना है और जब हम सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले देखना है कि एक निर्देशित है और दूसरा एक तरह की भागीदारी उन्मुख है लेकिन अब अगर आप देखते हैं कि यह पूरी तरह से निर्देशित है यदि आप हेरफेर को देखते हैं क्योंकि जब आपके पास नियंत्रण नहीं होता है तो जाहिर है कि एक बाहरी एजेंसी होती है जो आपको नियंत्रित करने की दक्षता रखती है और वह है जहां यह निर्देशित होती है और जब आप नियंत्रण में वृद्धि के बारे में बात करते हैं और यह वह जगह है जहां यह हेरफेर सूचित परामर्श सहयोग और सशक्तिकरण से जाता है तो यह है कि एक परियोजना निर्णय लेने पर समुदाय की मात्रा कैसे नियंत्रित करती है आप जानते हैं कि कैसे सशक्तिकरण अभी भी है जहां आपके पास यह नियंत्रण होगा यह एक व्यापक पहलू बन जाता है मुझे लगता है कि ये कुछ रूपरेखाएं हैं जिन्हें मैंने अभी शुरू करने की कोशिश की है और आने वाली कक्षा में हम कुछ उपकरणों और डीआरआर के बारे में भी बात करेंगे